सभी को नमस्कार पिछले दो लेक्चर में हमने माइक्रोवेव थ्योरी और टेक्निक Microwave Theory Technique के पाठ्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बात की है विभिन्न पुस्तकों का उपयोग किया है हमने माइक्रोवेव ट्रांसमीटर और रिसीवर ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात की है हमने माइक्रोवेव कंपोनेंट के बारे में भी बात की है और इसके बाद लिंक बजट के बारे में बात की है आज बस देखते हैं हम किन विभिन्न सिस्टम को इस पाठ्यक्रम में शामिल करने जा रहे हैं तो चलिए एक ऐसी चीज़ से शुरू करते हैं जिसका उपयोग आप सभी लोग अपने मोबाइल फोन पर करते हैं तो मोबाइल फोन वास्तव में बोले तो आप बस यहां एक साधारण मोबाइल फोन देख सकते हैं लेकिन इस विशेष सरल मोबाइल फोन में बहुत सारी चीजें हैं तो हम यहाँ से शुरू करते हैं तो एक ऐन्टेना है जो ट्रांसमिट करने के साथ साथ यहां रिसीव करने के लिए उपयोग किया जाता है तो आप एक सिंगल ट्रांसमिट कर रहे हैं और एक सिंगल रिसीव कर रहे हैं तो अब यहाँ पर आप देख सकते है कि डाईप्लैक्सर या फ़िल्टर है क्योंकि ट्रांसमीटर और रिसीवर की फ़्रीक्वेंसी अलग हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह ट्रांसमिट चेन है और यह रिसीवर चेन है तो हमने ट्रांसमीटर ब्लॉक डायग्राम और रिसीवर ब्लॉक डायग्राम देखा है तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी समानताएं हैं तो आप यहाँ कह सकते हैं कि एक डाईप्लैक्सर फ़िल्टर है जो केवल डिजायर्ड चीज़ को फ़िल्टर करेगा तो यह एक डबल बैंड बैंडपास फ़िल्टर के रूप में भी जाना जाता है तो एक बैंड इस मामले के लिए है और यह दूसरे के लिए है अब यह फ़िल्टर्ड सिग्नल RF लो नॉइस एम्पलीफायर के लिए आता है इसके बाद यह मिक्सर में जाता है आप यहां देख सकते हैं एक लोकल ओसीलेटर है फिर यह IF एम्पलीफायर के लिए आता है एक IF फिल्टर है एक डीमोडुलेटर है और इसलिए आप देख सकते हैं कि यह ब्लॉक डायग्राम बहुत कुछ वैसा ही दिखता है जैसा मैंने आपको दिखाया था ठीक है अब हम ट्रांसमीटर चेन को भी देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर माड्यूलेटर है मैं इन चीजों के बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा माड्यूलेटर और फिर एक IF एम्पलीफायर है एक मिक्सर है जो रूपांतरण करता है तो यह ब्लॉक डायग्राम से थोड़ा अलग है जैसा कि मैंने आपको दिखाया था लेकिन अन्यथा आप देख सकते हैं कि यह सब कर रहा है यह अप कन्वर्जन कर रहा है तो यहां मॉड्यूलेशन लो फ्रिकवेंसी पर किया जाता है और फिर हाई फ्रिकवेंसी में कन्वर्जन किया जाता है और यह RF पावर एम्पलीफायर है इसलिए आम तौर पर एक मोबाइल फोन के लिए यह एम्पलीफायर लगभग 1W आउटपुट पावर दे सकता है और किसी सिस्टम में 2 W आउटपुट सिस्टम भी हो सकता है फिर यह फिल्टर और एंटीना से गुजरता है अब ये चीजें यहाँ पर क्या हैं तो आप देख सकते हैं कि एक माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोलर है जो वास्तव में यह सभी ह्यूमन इंटरफ़ेस डायलिंग मेमोरी बैटरी पावर कंट्रोल है और यहां वह डेटा है जिसे आप भेजना चाहते हैं जो वीडियो डेटा या भाषण के रूप में हो सकता है इसके बाद ये चीजें इसलिए जाती हैं क्योंकि यह सिग्नल हो सकती है आप एनालॉग सिग्नल को कह सकते हैं जो कि डिजिटल सिग्नल में बदल जाता है और फिर लोकल ऑसिलेटर के माध्यम से कुछ अप कन्वर्जन किया जाता है जैसा कि मैंने कहा कि यह थोड़ा लो फ्रिकवेंसी पर किया जाता है और फिर यह हाई फ्रिकवेंसी पर किया जाता है तो यह एक सामान्य ब्लॉक डायग्राम है हालांकि वर्तमान मोबाइल फोन बहुत अधिक जटिल हैं उनमें कई और चीजें हैं उनके पास एक GPS रिसीवर भी है जिसे यहां नहीं दिखाया गया है तो यह मूल रूप से आपको ब्लॉक डायग्राम की एक सामान्य झलक देने के लिए है लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वर्तमान मोबाइल फोन में GPS रिसीवर हो सकता है उनके पास एक्सेलेरोमीटर और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं तो अब जब बहुत सारे मोबाइल फोन हैं जैमर की भी आवश्यकता है तो सबसे पहले एक जैमर क्या है वास्तव में हमने भी साइलेंसर के रूप में एक नाम दिया तो मोबाइल फोन जैमर क्या है मूल रूप से यह नॉइस उत्पन्न करता है जो उस स्थान में सिग्नल की स्ट्रेंथ से बड़ा होना चाहिए इसलिए यदि नॉइस मोबाइल फोन द्वारा रिसीवड सिग्नल से बड़ा है तो भ्रमित हो जाएगा और इसलिए यह वास्तव में दिखाएगा कि कोई नेटवर्क उपलब्ध नहीं है अब विभिन्न प्रकार के मोबाइल फोन जैमर हो सकते हैं यह लो पावर मीडियम पावर हाई पावर का हो सकता है एक लो पावर वाले जैमर की एक छोटी सी रेंज होगी एक हाई पावर जैमर की एक बड़ी रेंज होगी यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप केवल छोटे कमरे में या बड़े हॉल में जैमिंग करना चाहते हैं या आप और भी जगह जैमिंग कर सकते हैं जैसे कि कॉन्सर्ट या मिलिट्री कन्वे में भी वे वास्तव में जैमिंग का इस्तेमाल कई 100 मीटर की रेंज के लिए करते है अब ये जैमर सिंगल बैंड जैमर या मल्टी बैंड जैमर हो सकते हैं इसका मतलब है या तो आपके पास केवल एक विशेष बैंड या कई बैंड हैं जो आप जैमिंग कर रहे हैं अब एंटेना दो प्रकार के ओमनी डायरेक्शनल एंटीना हो सकते हैं जो वास्तव में बोलेंगे की ओमनी डायरेक्शनल एंटीना के पास एक रेडिएशन पैटर्न है जो एक विशेष दिशा में समान रूप से रेडिएट करता है लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में रेडिएट नहीं करता है इस विशेष फैशन में इसका रेडिएशन पैटर्न है जो 8 का आंकड़ा बनाता है जब हम एंटीना के बारे में बात करते हैं तो हम इसके बारे में अधिक बात करेंगे डायरेक्शनल एंटेना वे एंटेना हैं जो एक विशेष डायरेक्शन में संकेत भेजते हैं तो हमें मोबाइल फोन जैमर का उपयोग करने की आवश्यकता कहां है बहुत सारे एप्लीकेशन हैं इसलिए मैं वास्तव में पहले जेल से शुरू करूंगा अब इन दिनों कई जेलें हैं जहाँ कैदी वास्तव में मोबाइल फोन की तस्करी करने में सक्षम हैं और फिर वे जेल में रहते हुए भी असामाजिक गतिविधियाँ करते हैं इसलिए हमें जेल में जैमर स्थापित करने की आवश्यकता है अब कॉलेज कई कॉलेज इन दिनों परीक्षा समय के दौरान विशेष रूप से जैमर स्थापित कर रहे हैं मेरा मतलब है अगर आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म देखी थी उस फिल्म में एक नायक वास्तव में धोखा देने के उद्देश्य से मोबाइल फोन का उपयोग करता है वास्तव में इसने बहुत सारी समस्याएं पैदा की हैं इसलिए कई कॉलेजों ने अब जैमर स्थापित करना शुरू कर दिया है और साथ ही छात्र कॉलेजों में मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं इसलिए वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं और इसलिए कई कॉलेज भी जैमर स्थापित कर रहे हैं मीटिंग सेमिनार रूम में मेरा मतलब है कि मीटिंग चल रही है और किसी के मोबाइल की घंटी बज रही है तो ज़ाहिर है यह एक उपद्रव है इसलिए कई बार वे इन जैमर को स्थापित करते हैं यहां तक कि धार्मिक स्थानों में भी हम कहते हैं कि अगर हम किसी जगह पर आरती करने जा रहे हैं और मोबाइल फोन की घंटी बजती हैं तो यह बहुत कष्टप्रद है अब VIP मोमेंट को जैमर की आवश्यकता होती है क्योंकि इन दिनों कई बम दूर से मोबाइल फोन द्वारा चालू हो रहे हैं इसलिए अदालत और थिएटर में भी लोगों ने जैमर लगाना शुरू कर दिया है इसलिए जैमर के पास बहुत सारे एप्लिकेशन होते हैं अब यह सिग्नल एन्हांसर्स और रिपीटर्स है सिग्नल एन्हांसर्स और रिपीटर्स मूल रूप से कुछ भी नहीं हैं लेकिन डिवाइस जो किसी विशेष क्षेत्र में वीक सिग्नल को बढ़ाते हैं अब ये सिग्नल बढ़ाने वाले फिर से सिंगल बैंड या मल्टी बैंड हो सकते हैं इसमें एक गेन और पावर हो सकती है यह लो मीडियम हाई हो सकता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप सिग्नल को क्षेत्र में कितना बढ़ाना चाहते हैं फिर से यह ओमनी या डायरेक्शनल हो सकता है एंटीना तो एप्लीकेशन क्या हैं इसलिए मैं वास्तव में पहले सामान्य रूप से शुरू करूंगा कि कई होटलों वास्तव में कहें तो इन बिल्डिंग समाधान होते है इसलिए इन बिल्डिंग समाधान में बहुत सारे पावर डिवाइडर कपलर फिल्टर एंटेना और रिपीटर शामिल हैं तो यह है कि वे लगभग हर संभव कमरे में सिग्नल देने में सक्षम हैं लेकिन यहां किसी भी कमरे या किसी भी हॉल में जहां खुले स्थान में कभी कभी कोई सिग्नल नहीं होता है संभावना है कि सिग्नल कमजोर हो सकता है लिफ्ट के अंदर आप जानते हैं कि यदि यह विशेष रूप से धातु की लिफ्ट है तो आपने देखा होगा कि आपका मोबाइल फोन काम नहीं करता है और गैरेज या पार्किंग स्थल विशेष रूप से भूमिगत पार्किंग स्थल सिग्नल बहुत कमजोर है तो वे वहाँ पर सिग्नल बढ़ाने के स्थापित करते हैं GPS और GSM मॉड्यूल अब GSM मॉड्यूल निश्चित रूप से मोबाइल फोन के अंदर हैं यहां तक कि कई मोबाइल फोन में GPS होता है लेकिन अब ये इन दिनों अलग से भी उपलब्ध हैं तो आप अलग से GPS मॉड्यूल खरीद सकते हैं आप अलग से GSM मॉड्यूल खरीद सकते हैं वास्तव में आजकल कंबाइंड GPS और GSM मॉड्यूल भी उपलब्ध हैं तो GPS 1575 MHz की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और बैंडविड्थ प्लस माइनस 10 MHz है तो GPS का उपयोग कई एप्लिकेशन के लिए किया जा सकता है इसलिए उदाहरण के लिए आप एक मेमोरी में GPS डेटा कह सकते हैं और आप इसे बाद में पुनः प्राप्त कर सकते हैं या आप GSM मॉड्यूल का उपयोग करके डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं या आप ट्रांससीवर्स का उपयोग करके ट्रांसमिट कर सकते हैं कई एप्लिकेशन हैं बेशक इन दिनों लोग कार बुकिंग और अन्य काम भी करते हैं इसलिए जिसमें एक लोकेशन फाइंडर है तो जिसके पास वास्तव में एक GPS है और अन्य चीज है लेकिन आमतौर पर आप इसे वाहन ट्रैकिंग रिमोट मॉनिटरिंग लोकेशन आईडेंटिफिकेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं यहां तक कि कुछ लोग इसका उपयोग ट्रैकिंग के लिए भी करते हैं अब RF ट्रांसीवर यह RF ट्रांसीवर क्या है मूल रूप से आप RF ट्रांसीवर के एक उदाहरण में मोबाइल फोन कह सकते हैं तो RF ट्रांसीवर ट्रांसमीटर रिसीवर से मिलकर बनता है इसलिए इस कॉन्बिनेशन को ट्रांसीवर के रूप में जाना जाता है आप देख सकते हैं कि ट्रांस यहाँ से आ रहा है और यह हिस्सा यहाँ से आ रहा है तो RF ट्रांसीवर का उपयोग करके एक स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी पर डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है अब भारत में हमें वायरलेस प्लानिंग कमिशन का उपयोग करना होगा और यह DOT के छत्र के नीचे आता है जो डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्यूनिकेशन है संयुक्त राज्य अमेरिका में संबंधित डिपार्टमेंट FCC है अब भारत में RF ट्रांसमीटर ट्रांसीवर 433 866 245 58 हैं लेकिन मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ कि भारत में 433 MHz बैंड को मंजूरी नहीं दी गई है लेकिन लगभग आप कह सकते हैं कि अन्य देशों के अधिकांश लोग ट्रांसीवर के रूप में 433 मेगाहर्ट्ज का उपयोग करते हैं लेकिन भारत में अभी इसकी अनुमति नहीं है बेशक जब आप ट्रांसीवर के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं डेटा दर क्या है जिस पर आप ट्रांसमिट कर सकते हैं और उस विशेष बैंड के लिए एलोकेटेड बैंडविड्थ क्या है और ज़ाहिर है कई एप्लीकेशन हैं आप सुरक्षा उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं आप अलार्म भेजने के लिए उपयोग कर सकते हैं या आप दूर के संदेश भेजने के लिए उपयोग कर सकते हैं और RFID मुझे यकीन है कि आप कई रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से परिचित हैं एक्टिव या पैसिव टैग का उपयोग किया हो सकता है तो आप बस देख सकते हैं कि यह एक पैसिव टैग है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक साधारण RF रीडर है RF रीडर के माध्यम से एंटीना है तो इस विशेष मामले में हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं और पैसिव टैग का क्या तात्पर्य है कि बैटरी नहीं है तो क्या होता है यह इस ट्रांसमीटर पावर के माध्यम से सिग्नल प्राप्त करता है और उस सिग्नल को डीसी वोल्टेज में बदल दिया जाता है और फिर यह सिग्नल को वापस भेजता है और इसी तरह पहचान होती है एक्टिव टैग के मामले में वास्तव में इसकी अपनी बैटरी हो सकती है तो बैटरी होने का लाभ यह है कि रेंज बहुत बड़ी है नुकसान निश्चित रूप से है आपको एक बैटरी की आवश्यकता है और बैटरी को अलग अलग समय पर बदलना होगा तो कई फ्रीक्वेंसी हैं जिन्हें भारत में WPC वायरलेस प्लानिंग कमीशन द्वारा अनुमोदित किया गया है तो 125 KHz 1356 MHz 866 MHz 245 GHz 58 तो आप वास्तव में देख सकते हैं कि KHz से लेकर GHz तक का एक विशाल स्पेक्ट्रम है तो यही कारण है कि बहुत सारे एप्लीकेशन हैं तो इसका उपयोग रिटेल क्षेत्र में किया जा सकता है इसका उपयोग पुस्तकालय प्रबंधन वाहन लाइसेंस प्लेट ई पासपोर्ट प्रोडक्ट ट्रैकिंग पशु ट्रैकिंग इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन इत्यादि के लिए किया जा सकता है तो आइए हम ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार के बारे में बात करते हैं ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार क्या है हमारे पास यह एक बहुत ही सरल ट्रांसमिटिंग एंटीना है जो सिग्नल को नीचे भेज रहा है और हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है और वेव इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है और यह रिसीवर एंटीना है तो यह यहाँ क्या करता है यह दफन वस्तुओं के लिए उपयोग किया जाता है इसका उपयोग बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए किया जा सकता है दफन वस्तु सोने की भी हो सकती है है यह दफन कॉपर केबल भी हो सकती है या दफन स्टील भी हो सकता है इत्यादि तो मूल रूप से रेफ्लेक्टेड एम्पलीटूड का सिद्धांत क्या है और अंडरग्राउंड ऑब्जेक्ट के लिए छवियों के पुनर्निर्माण के लिए फेज कैप्चर किए जाते हैं तो वास्तव में आप यह भी सोच सकते हैं कि यह माइक्रोवेव इमेजिंग का भी एक हिस्सा है तो कोई कितनी गहराई में जा सकता है तो वास्तव में वह पेनिट्रेशन के डेप्ट पर निर्भर करता है और वह निर्भर करता है ट्रांसमिटेड पावर और फ्रिकवेंसी पर तो आपको केवल एक सामान्य विचार देने के लिए कि यदि फ्रिकवेंसी 1 GHz के आसपास है तो पेनिट्रेशन के डेप्ट लगभग 40 से 50 सेमी हो सकती है लेकिन यदि आप एक बड़ी गहराई चाहते हैं तो आपको लो फ्रिकवेंसी का उपयोग करना होगा तो रडार सिस्टम बेशक डिफेंस सिस्टम के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए मैं अभी डिफेंस सिस्टम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं ज्यादातर समय वे चीजें सीक्रेट होती हैं तो आइए अब हम सीक्रेट चीजों के बारे में बात करते हैं तो सार्वजनिक डोमेन चीजें क्या हैं आइए हम इसके बारे में बात करते हैं तो इन दिनों कई ऑटोमोबाइल एप्लिकेशन के लिए रडार सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है तो हमारे पास इनमें से कुछ लो फ्रिकवेंसी क्षेत्र हैं इसकी तुलना में यह लो है ठीक है बेशक अन्यथा 10 GHz या 24 GHz बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हैं बस आपको एक छोटा सा परिप्रेक्ष्य देने के लिए अधिकांश मोबाइल फोन 1 से 2 GHz पर और वाई फाई एक 245 GHz पर काम करता है तो 10 GHz निश्चित रूप से इससे बड़ा है लेकिन अब ये 10 GHz या 24 GHz रडार सिस्टम हैं इनका उपयोग वास्तव में वाहन की गति को मापने के लिए किया जा रहा है तो आप स्पीड गन से परिचित हो सकते हैं तो मूल रूप से स्पीड गन कुछ नहीं हैं लेकिन वाहन की गति की निगरानी करने के लिए उपयोग किया जाता है और पुलिस के अधिकांश लोगों के पास इस तरह के स्पीडोमीटर होंगे ताकि वे वास्तव में यह पता लगा सकें कि कौन बहुत तेज और निश्चित रूप से गाड़ी चला रहा है तो आपको शायद एक टिकट मिल सकता है बेशक भारत में स्पीडोमीटर बहुत लोकप्रिय नहीं हैं लेकिन विदेशों में लगभग सभी अन्य देशों में पुलिस वाहन में ये रडार हैं जो वास्तव में गति को मापने के लिए हैं लेकिन यहां मैं एक अतिरिक्त एप्लिकेशन के बारे में बात कर रहा हूं और वह है वाहन की लंबाई को मापना तो अब ये 10 GHz 24 GHz रडार सिस्टम हैं इसलिए न केवल वे वाहन की इस गति को माप सकते हैं वे वाहन की लंबाई को भी माप सकते हैं वास्तव में हमने इस सिस्टम में से कुछ पर काम किया है तो हम वास्तव में बोल रहे थे कि हमने क्या किया हमने वास्तव में इस रडार सिस्टम को राजमार्ग के बगल में रखा था और हम सुबह लगभग 630 बजे गए और हम में देख सकते थे कि आप जानते हैं कि मारुति कार जाती है या बड़ी कार जाती है या ट्रक जाता है तो आपको वास्तव में एक बड़ा सिग्नेचर मिलता है और इस चीज के साथ आप वाहन की लंबाई के साथ साथ गति को भी माप सकते हैं वास्तव में जब हम परीक्षण कर रहे थे तो हमने पाया कि ये अत्यंत संवेदनशील भी हैं और हम हाथ की गति का भी पता लगा सकते हैं लेकिन निश्चित रूप से यह दूरी केवल 5 से 10 मीटर तक है अब इन दिनों कई ऑटोमोबाइल विशेष रूप से हाई एंड ऑटोमोबाइल और जाहिर है ड्राइवरलेस ऑटोमोबाइल 77 GHz रडार सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं और ये अब वाहन के टक्कर टालने के लिए हैं और हाल ही में अब ये सभी चीजें मॉड्यूल रूप में भी उपलब्ध हैं आप वास्तव में मॉड्यूल खरीद सकते हैं वास्तव में 77 GHz मॉड्यूल लगभग 10 सेमी10 सेमी आकार का है तो आप देख सकते हैं कि यह वास्तव में छोटा है और आप वाहन में माउंट कर सकते हैं और इन सभी ड्राइवरलेस वाहनों में से अधिकांश के पास यह है कि जैसा कि मैंने हाई एंड के कुछ वाहनों का उल्लेख किया है जैसे कि हाई एंड मर्सिडीज उनके पास इस तरह के हाई पावर वाले रडार हैं फिर यह फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बनता जा रहा है जो कि RF एनर्जी हारवेस्टिंग सिस्टम है तो यह महत्वपूर्ण क्यों है सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इन दिनों वातावरण में हमारे पास बहुत अधिक RF सिग्नल हैं हमारे पास CDMA GSM 900 1800 और फिर 3G 4G पर काम करने वाले कई सेल टॉवर हैं हमारे पास इन दिनों लगभग हर जगह वाई फाई मॉडेम हैं हमारे पास वाई फाई सक्षम एयरपोर्ट वाई फाई सक्षम कॉलेज वाई फाई सक्षम रेलवे स्टेशन हैं अब वे वाई फाई सक्षम शहर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सिग्नल लगभग हर जगह उपलब्ध हैं तो यह RF एनर्जी हारवेस्टिंग सिस्टम क्या है कि आप वातावरण में कुछ अवेलेबल सिग्नल का उपयोग कर सकते हैं है या आप वास्तव में एक स्टैंडअलोन यूनिट के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बस ब्लॉक डायग्राम को जल्दी से बता दूं तो RF एनर्जी सिस्टम क्या है इसमें एक एंटीना होता है और एक एंटीना के साथ बीच में एक मैचिंग सर्किट होता है जो हमें आमतौर पर चाहिए होता है की एंटीना को सिग्नल प्राप्त करना चाहिए तो मूल रूप से इस सर्किट की आवश्यकता होती है और जिसे RF से DC कन्वर्जन में जाना चाहिए लेकिन रेक्टिफायर इनपुट इम्पीडेन्स तो एंटीना इम्पीडेन्स बहुत अलग है इसलिए हमें एक लॉसलैस मैचिंग सर्किट की आवश्यकता है और इस विशेष पाठ्यक्रम में हम विभिन्न प्रकार के लॉसलैस मैचिंग नेटवर्क के बारे में बात करेंगे तो यह कॉन्बिनेशन फिर से यह भाग रेक्टिफायर से आता है और यह भाग एंटीना से आ रहा है तो इसलिए यह रेक्टेंना है तो यह अब RF से DC कन्वर्जन हमें यहाँ पर एक DC वोल्टेज मिला जो चार्जिंग सर्किट में जा सकता है जो एक बैटरी को चार्ज कर सकता है या इसका उपयोग लो पावर के उपकरणों के लिए भी किया जा सकता है तो उदाहरण के लिए आवश्यकता नहीं हो सकती है जैसा कि मैंने कहा कि RFID बोलने में वास्तव में कोई बैटरी नहीं है लेकिन यह वास्तव में सीधे तरीके से उपयोग करता है वास्तव में RFID के पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है इस विशेष पॉइंट पर RFID केवल वह सर्किट में जाएगा जो सिग्नल भेजेगा तो अब हमने इस सर्किट को डिज़ाइन किया है तो बस आपको यहां एक उदाहरण दिखाने के लिए तो यहाँ हमने वास्तव में एक ब्रॉडबैंड मोनोपोल एंटीना डिजाइन किया है ब्रॉडबैंड क्यों ताकि हम सिग्नल प्राप्त कर सकें ठीक CDMA जो कि लगभग 800 MHz से शुरू होता है से वाई फाई तक जो कि 25 GHz है इसलिए हमने इस ब्रॉडबैंड एंटीना को डिजाइन किया और फिर इस हिस्से को आप यहां देखते हैं जिसमें वास्तव में RF से DC कन्वर्जन के साथ साथ मैचिंग सर्किट भी है तो यह सब यहाँ ठीक है और आप आकार देखकर आप यहाँ विचार कर सकते हैं हैं यहाँ पर मोबाइल फोन है देख सकते हैं तो अब बस यहाँ प्रदर्शित करने के लिए मोबाइल फोन बजना शुरू होता है इसलिए हमने यहां से कॉल शुरू किया यह एंटीना सिग्नल प्राप्त करता है और अब आप देखते हैं कि इसके द्वारा DC वोल्टेज का माप क्या है यह 676 वोल्ट है जो विशाल वोल्टेज है जो बैटरी चार्ज करने के लिए पर्याप्त है अब आपको बताने के लिए कि हमने भी क्या किया इसलिए हमने इसकी कई यूनिट बनाईं इसलिए हमने इस ओर एक यूनिट लगाई और हमने यहां एक और यूनिट लगाई और हमने इसका डीसी आउटपुट और इसका डीसी आउटपुट लिया और हमने कॉम्बिनर डाला और यहां पर हमें 13 वोल्ट से अधिक मिला तो इसका मतलब है आप एक रेक्टिफायर सर्किट या रेक्टेंना या RF एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम को यहां लगा सकते हैं और मोबाइल फोन डाल सकते हैं इसलिए यदि आप वास्तव में स्पीकर मोड में मोबाइल फोन डाल रहे हैं तो जब आप स्पीकर मोड की बात कर रहे हैं तो आप इस वोल्टेज का उपयोग कर सकते हैं और बैटरी चार्ज करने के लिए भी इस वोल्टेज का उपयोग कर सकते हैं तो यह मोबाइल फोन के लिए एक साधारण बात होगी लेकिन इस विशेष चीज को सेल टॉवर के बगल में भी ले जाया जा सकता है और वास्तव में हमने इनमें से कुछ प्रयोग भी किए हैं इसलिए जब हम एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हम इनमें से कुछ चीजों के बारे में अधिक विस्तार से बात करेंगे आइए हम देखें कि विभिन्न प्रकार के माइक्रोवेव उपकरण क्या हैं तो हमारे पास माइक्रोवेव जनरेटर जैसा कुछ है माइक्रोवेव जनरेटर की किस्में हैं माइक्रोवेव जनरेटर केवल एक GHz या 3 GHz या 10 GHz या 20 GHz तक का आउटपुट दे सकते हैं बेशक 100 GHz पर भी माइक्रोवेव जनरेटर हैं फिर इन माइक्रोवेव जेनरेटरों में अन्य विशेषताएं भी हो सकती हैं उनमें निर्मित एंप्लीट्यूड मॉड्यूलेशन या फ़्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं या इसमें एक डिजिटल मॉड्यूलेशन निर्मित हो सकता है ताकि आपको पता चले कि जब आप आउटपुट प्राप्त करते हैं तो आप एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल आउटपुट भी प्राप्त कर सकते हैं तो यहां सामान्य माइक्रोवेव जनरेटर में आप फ्रीक्वेंसी को लो फ्रिकवेंसी वैल्यू से हाई फ्रिकवेंसी में बदल सकते हैं लो फ्रिकवेंसी KHz में या GHz तक भी हो सकती है और आउटपुट पावर को भी बहुत कम मूल्य से बदला जा सकता है जिससे हमें माइनस 100 डीबी से लेकर प्लस 10 से प्लस 20 डीबीएम तक भी कहा जा सकता है अब फिर एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर है मूल रूप से स्पेक्ट्रम एनालाइजर एक उपकरण है जो किसी दिए गए सिग्नल के स्पेक्ट्रम को मापता है तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ सिग्नल मौजूद है और यह एक नॉइस फ्लोर के अलावा कुछ भी नहीं है तो स्पेक्ट्रम एनालाइजर मैं अधिकतर समय में फिर आप क्या करते हैं आप वास्तव में स्टार्ट फ़्रीक्वेंसी और स्टॉप फ़्रीक्वेंसी सेट करते हैं और फिर आप दिए गए सिग्नल के स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं तो फिर हमारे पास एक नेटवर्क विश्लेषक है तो मूल रूप से नेटवर्क विश्लेषक का उपयोग किसी डिवाइस के S पैरामीटर को मापने के लिए किया जाता है S पैरामीटर भी हम अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन बस एक सरल रूप में मान लें अगर तो यह उपकरण एक एम्पलीफायर है तो हम यहाँ पर इनपुट कनेक्ट करते हैं हम यहाँ पर आउटपुट कनेक्ट करते हैं तो आप वास्तव में एम्पलीफायर के गेन को माप सकते हैं अब यदि आपने एनालॉग सर्किट लैब में सरल प्रयोग किया है तो आप क्या करते हो आप एक इनपुट सिग्नल जनरेटर के माध्यम से देते हैं और फिर आप इस आउटपुट सिग्नल को ऑसिलोस्कोप से मापते हैं तो आम तौर पर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मेजर प्राप्त करने के लिए आप क्या करते हैं तो हम कहते हैं कि आप 1 KHz से 20 KHz तक की फ्रीक्वेंसी रिस्पांस करना चाहते हैं आप 1 KHz मापेंगे फिर मान मापेंगे आप वहाँ 2 KHz देंगे फिर मान मापेंगे फिर 3 फिर 20 तक और फिर आप सेट करेंगे और फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे ठीक है नेटवर्क एनालाइजर उन सभी चीजों को बहुत ही सरल तरीके से करता है आपको बस इतना करना है कि आप स्टार्ट फ्रीक्वेंसी देते हैं आप एंड फ्रीक्वेंसी देते हैं आप स्टेप फ्रीक्वेंसी देते हैं और फिर आप इस चीज को कनेक्ट करते हैं बेशक कनेक्ट करने से पहले आपको एक काम करना होगा आपको यहाँ पर कैलिब्रेशन करना है कैलिब्रेशन शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट और मैचेड लोड के रूप में हैं इसलिए एक बार जब आप इस कैलिब्रेशन को करते हैं तो नेटवर्क एनालाइजर परीक्षण करने के लिए तैयार हो जाते हैं और आप इसे कनेक्ट करते हैं और आप सीधे प्लॉट प्राप्त करेंगे आपको रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट का प्लॉट भी मिलेगा आपको ट्रांसमिशन कॉएफिशिएंट के लिए प्लॉट मिलेगा तो रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट है जो आपको बताएगा रिफ्लेक्टेड पावर क्या है ट्रांसमिशन कॉएफिशिएंट आपको बताएगा कि ट्रांसमीटर पावर क्या है तो इसका उपयोग हमें एक एम्पलीफायर की विशेषता बताने के लिए किया जा सकता है या फ़िल्टर या कपलर या डिवाइडर इत्यादि के लिए किया जा सकता है अब विभिन्न हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम को देखें तो निश्चित रूप से आप साधारण माइक्रोवेव ओवन से परिचित हैं तो आप माइक्रोवेव ओवन का एक विशिष्ट ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं इसलिए हम देख सकते हैं कि यहां पावर सप्लाई है एक ट्रांसफार्मर है जो मैग्नेट्रॉन में जाता है कि मैग्नेट्रोन 245 GHz पर एक माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है जिसके माध्यम से यह यहाँ पर जाता है और यह वास्तव में कैविटी में जा रहा है जहां कई रिफ्लेक्शन होते हैं अब यहाँ पर एक स्टिरर हो सकता है या कभी कभी टर्नटेबल हो सकता है कभी कभी दोनों भी हो सकते हैं ताकि जो भोजन वहाँ रखा जाता है उसका ताप एक समान हो लेकिन फिर भी हाई पावर वाले माइक्रोवेव सिस्टम का उपयोग किया जाता है कम्युनिकेशन रेंज में वृद्धि हुई है बस आपको यह बताने के लिए कि कुछ डिफेंस सिस्टम 1 मेगावाट पावर का भी उपयोग कर सकती है और निश्चित रूप से माइक्रोवेव हीटिंग जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि आप माइक्रोवेव ओवन से परिचित हो सकते हैं लेकिन कई अन्य एप्लीकेशन हैं यह खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसे सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसका इस्तेमाल फूड प्रोसेसिंग के लिए किया जा सकता है इसका उपयोग हाइपर्थर्मिया के लिए भी किया जा सकता है और ज़ाहिर है एक अत्यंत हाई पावर माइक्रोवेव का उपयोग माइक्रोवेव बम के रूप में किया जा सकता है तो बम क्या करता है यदि यह वास्तव में मूल रूप से माइक्रोवेव बम एक बहुत ही हाई पावर वाली छोटी पल्स को ट्रांसमिट करता है जिसका वास्तव में बैंडविड्थ बहुत व्यापक है और यह वास्तव में सभी रिसीवर को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए एक बार जब माइक्रोवेव बम रखा जाता है तो अधिकांश रिसीवर जो वास्तव में बहुत लो रिसीवड पावर पर काम करते हैं जब उन्हें यह बहुत हाई पावर प्राप्त होती है तो ये रिसीवर इनपुट सिग्नल जल जाते हैं अब माइक्रोवेव हथियार अब वास्तविकता है कि वे क्या करते हैं वे एक निश्चित खंड की ओर निर्देशित हाई पावर वाले माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं और वास्तव में अब इसका उपयोग व्यावसायिक रूप से भीड़ हटाने के लिए किया गया है तो आप जानते हैं कि भीड़ हटाने के लिए लोग आंसू गैस का उपयोग करते हैं या वे वॉटर कैनन का उपयोग करते हैं और यहां उन्होंने मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसी पर हाई पावर वाले माइक्रोवेव का उपयोग किया है और यह ट्रांसमिट करने पर लोग जलन महसूस करते हैं और वे भाग जाते हैं माइक्रोवेव इमेजिंग अब फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बन गई है तो यहां आप वास्तव में देख सकते हैं कि इस व्यक्ति ने बंदूक को कपड़े के अंदर छुपा दिया है लेकिन बस उस विशेष चीज की छवि को देखकर आप देख सकते हैं कि बंदूक प्रकट है अब मेडिकल चीजों में माइक्रोवेव इमेजिंग का भी उपयोग किया जा सकता है तो यहां एक उदाहरण है जहां इसका उपयोग स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए किया जा सकता है और कई अन्य एप्लीकेशन हैं इसलिए निष्कर्ष में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि RF टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है बहुत सी नई प्रगति हो रही है और विशेष रूप से अब 2 नई आवश्यकताएं आ रही हैं और वह है 5G और IoT जो पूर्ण रूप से इंटरनेट ऑफ थिंग्स है बस आपको बताते हैं कि 5G इंटरनेट ऑफ थिंग्स उद्योग के लोगों द्वारा 7 ट्रिलियन डॉलर का बाजार के रूप में पेश किया गया है और सिर्फ आपको यह बताने के लिए कि भारत की जीडीपी 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है तो आप सोच सकते हैं कि 7 ट्रिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम है तो वहाँ बहुत सारी चीजें हो रही होंगी इसलिए मैं भारत के अनुसार उल्लेख करना चाहता हूं कि हम 2G 3G 4G पीछे छोड़ देंगे इसलिए वे सभी चीजें भारत में आयात हो रही हैं वास्तव में आज भारत एप्पल फोन का सबसे बड़ा आयातक है वास्तव में भारत में हमारे पास लगभग 100 करोड़ सेल फोन ग्राहक हैं और भारत में केवल 10 करोड़ सेल फोन का निर्माण किया जा रहा है इसलिए ९ ० करोड़ या उस ५० करोड़ में से आधा हो सकता है तो भी यदि हम कहते हैं कि आयात किया जा रहा है और यदि आप प्रति मोबाइल फोन पर औसतन ४००० रुपये लेते हैं तो हम पूरी तरह से जानते हैं कि हम लगभग २ लाख करोड़ रुपये के मोबाइल फोन का आयात कर रहे हैं और फिर सभी बुनियादी ढांचे मोबाइल फोन और अन्य चीजों को आयात किया जा रहा है इसलिए अब 5G इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो अगर 7 ट्रिलियन डॉलर तक के बाजार में आने वाली है तो भारतीय बाजार खुद एक ट्रिलियन डॉलर को छू सकता है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था के आधे से एक तिहाई के समान है इसलिए मुझे लगता है कि सभी लोगों को सभी प्रोफेसरों सभी शोधकर्ताओं सभी उद्योग के लोगों और छात्रों को वास्तव में माइक्रोवेव तकनीक पर गंभीरता से ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि हमें भारत में डिजाइन करना शुरू करना चाहिए और यदि हम भारत में डिजाइन करते हैं तो ही हम इसे भारत में बना सकते हैं तो मेक इन इंडिया तभी सफल होगा जब आप भारत में डिजाइन करेंगे इसलिए हम वास्तव में अगर इन चीजों का निर्माण भारत में किया जाता है तो यह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारी नौकरियां पैदा करेगा यह डिजाइन में बहुत सारी नौकरियां पैदा करेगा इसलिए आप सभी इंजीनियरों को अच्छी नौकरी मिलेगी आप सभी प्रोफेसरों को कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट मिल सकता है और सभी इंजीनियरों को हाथ पूरे भरे होंगे इसलिए मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मांगों और चुनौतियों को पूरा करने के लिए अभिनव सोच की आवश्यकता है और निश्चित रूप से डिजाइन मुख्य बात है और डिजाइन दो अलग अलग खंडों में हो सकता है एक चीज डिजाइन करना है जो निम्न लागत डिजाइन भी हो सकती है इसलिए बाकी दुनिया के साथ कंपीट करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होगा दूसरी बात यह है कि डिजाइन यह हो सकता है कि आप नई तकनीक विकसित करें तोहम यह कह सकते हैं कि डिजाइन लो एंड से बहुत हाय एंड तक भी हो सकती है इसलिए इस विशेष पाठ्यक्रम में हम विभिन्न प्रकार के डिजाइन को देखने जा रहे हैं और अलग अलग समय पर मैं आपको बताऊंगा कि कम लागत वाले डिजाइन क्या हैं और हमें विशेष रूप से उच्च लागत वाले डिजाइन की आवश्यकता है जब यह डिफेंस और अंतरिक्ष एप्लीकेशन के लिए आता है जहां प्रदर्शन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और जब हम कमर्शियल एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं तो लागत अधिक महत्वपूर्ण होती है इसलिए हमें एक संतुलन बनाए रखना होगा जब हम विभिन्न कंपोनेंट का डिज़ाइन कर रहे हैं तो अब निश्चित रूप से अगले लेक्चर में मैं पहले माइक्रोवेव के खतरों के बारे में बात करने जा रहा हूं क्योंकि इससे पहले कि आप कुछ भी डिजाइन करें चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो या चाहे तो आप एक पुल या सड़क को डिजाइन करें पर आपको समझना है कि उसके लिए सुरक्षा आवश्यकताएं क्या हैं इसलिए अगले लेक्चर में मैं बात करने जा रहा हूं कि माइक्रोवेव रेडिएशन की वजह से स्वास्थ्य के खतरे क्या हैं और क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है बहुत बहुत धन्यवाद अलविदा